नमस्कार इस पाठ्यक्रम माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट के एक और मॉड्यूल में आपका स्वागत है पिछले मॉड्यूल्स में हमने नैरो बैंड फिल्टर्स के बारे में चर्चा की थी और मैंने कहा है कि डिस्टर्बेटेड एलिमेंट्स के विशेष गुणों जैसे शॉर्टएंड ट्रांसमिशन लाइन्स के कारण वास्तव में रिजोनेटर को बनाना आसान है जब हम तुलना करते हैं लंप इक्विवेलेंस एलिमेंट्स जैसे l और c से फिर हमने गैप कपल रेटिंग का उपयोग करते हुए ऐसे रेज़ोनेटर के डिज़ाइन में कुछ सुधार दिखाया और फिर हमने चर्चा की कि कैसे उन तत्वों का उपयोग करके आप बैंड पास को डिज़ाइन कर सकते हैं और फ़िल्टर रोक सकते हैं इस मॉड्यूल में मैं नैरोबैंड फिल्टर्स का एक और वर्ग शुरू करूंगा जिसे कॉन्स्टेंट K और M डीराइव्ड फिल्टर M derived filters कहा जाता है ये फिल्टर्स फिल्टर के एक वर्ग से संबंधित हैं जिन्हें इम्मेज फिल्टर्स कहा जाता है तो चलिए इन फिल्टर के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं अब सबसे पहले मैं इन फिल्टर्स के बारे में बताना चाहता हूं कि अब बहुत सारे फिल्टर इमेज फिल्टर के रूप में तैयार नहीं किए गए हैं लेकिन पुराने समय में इनका विशेष स्थान था जब संश्लेषण के तरीके विकसित नहीं हुए थे तो इन तरीकों पर निर्भर करता था कि आईडेंटिकल सेक्शंस एलिमेंट्स कैस्केड के समान हैं और नियम यह है कि आपके पास जितने अधिक सेक्शन होंगे फिल्टर का प्रदर्शन उतना ही बेहतर होगा तो इस फिल्टर की मूल मूलभूत इकाइयां एक यूनेट सेल हैं और दो पैरामीटर इन सेल को चिह्नित करते हैं एक वह है जिसे इमेज इमपेडेंस के रूप में जाना जाता है और दूसरे को प्रॉपगेशन कॉन्स्टेंट के रूप में जाना जाता है तो आइए इन पर चर्चा करते हैं ये यूनेट सेल क्या हैं इमेज फिल्टर्स में जैसा कि मैंने कहा कि उनके दो अलग अलग प्रकार के इमेज फिल्टर हो सकते हैं एक को कॉन्स्टेंट K और दूसरे को M डीराइव्ड फिल्टर के रूप में जाना जाता है Zi1ABCDZ11Y11 Zi1BDACZ22Y22 अब देखते हैं कि यह कॉन्स्टेंट K फ़िल्टर क्या है इस पर चर्चा करने से पहले इस प्रकार के फ़िल्टर मुझे थोड़ा बदलाव विषय दें और हमें बस यह स्थापित करने का प्रयास करें कि इमेज इमपेडेंस क्या है तो मान लें कि आपके पास इसके ABCD मैट्रिक्स द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया दो पोर्ट नेटवर्क है तो इमेज इमपेडेंस को उस इमपेडेंस के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी भी पोर्ट से जुड़ा होता है मान लीजिए कि मैं यहां एक इमेज इमपेडेंस ZI1 जोड़ता हूं और यह इमपेडेंस ZI2 है तो ZI1 को पोर्ट 1 पर इमेज इमपेडेंस कहा जाता है और पोर्ट 1 पर इनपुट इमपेडेंस भी ZI1 और ZI2 को पोर्ट 2 पर इमेज इमपेडेंस कहा जाता है यदि पोर्ट 2 पर इनपुट इमपेडेंस भी ZI2 है मान लीजिए कि यह वह जगह है जहां v1 पोर्ट 1 पर वोल्टेज है और v2 पोर्ट 2 पर वोल्टेज है I1 पोर्ट 1 पर करंट है और I2 पोर्ट 2 पर करंट है तो यह दिखाया जा सकता है कि ZI1 CD द्वारा विभाजित AB के बराबर है जो Y11 के बराबर है अब यह इमेज इमपेडेंस की अवधारणा है V2V1DAAD BC I2I1ADAD BC अब एक ही नेटवर्क पर एक बार फिर से आने पर मान लीजिए कि दोनों पोर्ट अपनी इमेज इमपेडेंस के अवरोधों से समाप्त हो गए हैं तो हम इस तरह वोल्टेज पोर्ट 2 वोल्टेज पोर्ट 1 रख सकते हैं अब V2 अनुपात V1 और I2 अनुपात I1 क्या है अब यदि हम एक ट्रांसमिशन लाइन इक्विवेलेंट के तरफ वापस जाते हैं क्योंकि वहाँ हमने V1 प्लस और V1 माइनस V2 प्लस और V1 माइनस को देखा था हमने देखा था कि v2 प्लस बराबर है V1 प्लस e की पावर 2 प्लस गामा L के इसलिए यह इस अनुपात v2 प्लस v1 प्लस है और माइनस गामा L के बराबर है V2V1DAAD BC I2I1ADAD BC अब उसी तर्क को लागू करते हुए यदि हम इस अनुपात v2 को v1 पर पाते हैं और इसे e पावर माइनस गामा से समान करते हैं यह प्रॉपगैजेशन कॉन्स्टेंट के बराबर है बेशक केवल यही अंतर है कि यह अनुपात किसी भी लंबाई पर निर्भर नहीं करता है जबकि एक ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो हमने देखा कि एक गामा L टर्म है यहां सिर्फ एक माइनस गामा शब्द है यह एब्सोल्यूट वोल्टेज का अनुपात है न कि इंसीडेंट या रिफ्लेक्टेड वेवस का लेकिन फिर भी v1 द्वारा विभाजित इस v2 को एक प्रॉपगैजेशन कॉन्स्टेंट के रूप में कहा जा सकता है और इस प्रॉपगैजेशन कॉन्स्टेंट का उचित मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि क्या यह खेल वास्तविक है या काल्पनिक है और यह निर्धारित करता है कि क्या वेव को पास या अटैंयुएट् किया जाएगा इसलिए यदि गामा विशुद्ध रूप से काल्पनिक है तो कोई लॉस नहीं है और वेव को पास किया जाएगा अगर गामा के पास कुछ वास्तविक शब्द है जो अटैंयुएट्रेड दिखाता है तो उस विशेष फ्रीक्वेंसी पर एक टेंन्यूर शिप होगा इसलिए यह सिद्धांत है प्रॉपगैजेशन कॉन्स्टेंट के इस मूल्य के आधार पर हम पास बैंड या फिल्टर के स्टॉप बैंड को परिभाषित कर सकते हैं ZiTR01 2c2 e1 22c22c2c2 1 तो इसके आधार पर अब हम कॉन्स्टेंट K फ़िल्टर शब्द पर आते हैं जिसका मैंने उल्लेख किया है लेकिन पूरी तरह से व्याख्या नहीं की है कॉन्स्टेंट K फ़िल्टर में एक यूनेट सेल होता है जो इस तरह दिया जाता है अब वह इमेज इमपेडेंस है यह एक सममित सर्कल है जो सभी पोर्ट पर समान होगा उन्हें इस तरह दिया जाता है और इस तरह प्रॉपगैजेशन कॉन्स्टेंट दिया जाता है अब इन शब्दों के लिए व्युत्पत्ति पॉसर द्वारा इस पुस्तक में दी गई है जैसा कि इस पाठ्यक्रम में उल्लिखित है यदि आप चाहें तो आप उनके माध्यम से जा सकते हैं अब मान लीजिए कि Z1 ओमेगा L के बराबर है और Z2 ओमेगा C पर 1 के बराबर है तो यह शब्द LC से विभाजित इस संबंध 2 द्वारा दिया गया है और यह R 0 शब्द LC के वर्गमूल द्वारा लिखा गया है जो कि J होना चाहिए e21 22c2242c21 2c21 अब इसे आगे बढ़ाते हुए जो हम देखते हैं वह एक फ्रीक्वेंसी के लिए है जहां ओमेगा ओमेगा C से कम है यह प्रॉपगैजेशन कॉन्स्टेंट है यह परिमाण वर्ग इसके द्वारा दिया गया है और यह हमेशा एक होता है क्योंकि जब ओमेगा ओमेगा C से कम होता है तो गामा रियल होता है और यदि गामा विशुद्ध रूप से रियल है तो मेग्नीट्यूड स्क्वायर हमेशा एक होगा इसलिए ओमेगा C से कम ओमेगा के लिए दूसरे शब्दों में कोई अटेंडहुएसन नहीं है और यह फिल्टर के पिछले बैंड से मेल खाती है ओमेगा C से अधिक ओमेगा के लिए गामा वास्तविक है और इसलिए E पावर माइनस गामा रियल और नेगेटिव है और यह उन्हें रोकने के लिए मेल खाती है तो फिर अगर हम अल्फा और बीटा या गामा प्लॉट करते हैं यानी अगर मैं अल्फा प्लस J बीटा के रूप में गामा का प्रतिनिधित्व करता हूं और अगर मैं इन अल्फा और बीटा को प्लॉट करता हूं और मान लें कि यह ओमेगा C है तो बीटा इस तरह होगा और अल्फा इस तरह होगा जैसा कि आप देख सकते हैं कि अल्फा पिछले एक में 0 है अल्फा हमेशा अटेंडहुएसन का प्रतिनिधित्व करता है इसलिए यह ओमेगा C से कम ओमेगा का पिछला बैंड है जहां पिछले एक से 0 पाई से बीटा बढ़ता है और फिर ओमेगा C पाई पर रहता है और बाद में कॉन्स्टेंट रहता है लेकिन इस ग्राफ पर ध्यान दें कि यह समस्या केवल एक ही यूनेट सेल के लिए अटेंडहुएसन बैंड में काफी कम है निश्चित रूप से जब आपके पास बड़ी संख्या में ऐसे यूनेट सेल होते हैं तो यह एक दूसरे के साथ कास्केड करते हैं फिर यह अल्फा यह विशेषताएँ इस तरह से बदलता रहेगा और अनंत चरणों में दिखेगा कि हमें एक आइडियल फिल्टर मिलेगा जो कि पूर्ण स्क्वायर वेव फोरम है लेकिन चूंकि बड़ी संख्या में फ़िल्टर संभव नहीं हैं और स्टॉप बैंड में इस धीमे अटेंडहुएसन के अलावा यह गैर कांस्टेंट इमेज इमपेडेंस की समस्या भी है अब आप इस छवि को इमेज इमपेडेंस बना सकते हैं और प्रॉपगेशन कॉन्स्टेंट एक ट्रांसमिशन लाइन की तरह हैं हमारे पास ये दो पैरामीटर हैं एक है Z0 और गेन जो पूरी तरह से कैरेक्टरिस्टिक इमपेडेंस को परिभाषित करता है इस इमेज फिल्टर्स के लिए भी यह इमेज इमपेडेंस और इस प्रॉपगेशन कांस्टेंट के लिए भी वे पूरी तरह से यूनिट सेल को परिभाषित करते हैं और हमने मिलान उद्देश्यों के लिए देखा है एक ट्रांसमिशन लाइन को इमपेडेंस Z0 से जोड़ा जाना है इसी तरह एक यूनिट सेल या पूरे इमेज फिल्टर्स के मिलान के उद्देश्य के लिए इमेज इमपेडेंस से जुड़ा होना चाहिए अब यदि यूनिट कोशिकाओं के लिए इमेज इमपेडेंस जो कि प्रत्येक यूनिट सेल के लिए इसके इनपुट और आउटपुट के लिए देखा जाए चूंकि यह संरचना सममित है इसलिए इमेज इमपेडेंस अवरोध इनपुट और आउटपुट पोर्ट पर समान होंगे इसलिए अगर हम बड़ी संख्या में यूनिट सेल्स को कैसकेड करना चाहते हैं तो इनपुट पर इमेज इम्पीडेंस और आउटपुट कॉन्स्टेंट होने के बाद से यह बहुत आसानी से संभव है लेकिन प्रत्येक इकाई सेल के बीच यह कोई समस्या नहीं है क्योंकि उनके पास एक ही इनपुट और आउटपुट इमेज इमपेडेंस है और उन्हें आसानी से मिलान किया जा सकता है अगर यह बदलता है अगर इमेज इमपेडेंस फ्रीक्वेंसी के साथ बदलती है तो यह सभी यूनिट सेल्स के लिए अलग अलग होगी लेकिन इनपुट और यूनिट सेल्स की पूरी श्रृंखला के आउटपुट में एक समस्या हो सकती है क्योंकि हम आमतौर पर एक वास्तविक इनपुट और आउटपुट इमपेडेंस पसंद करते हैं जहां यह इमेज इमपेडेंस फ्रीक्वेंसी के साथ बदलती रहती है यह काल्पनिक हो सकता है यह वास्तविक हो सकता है या यह जटिल हो सकता है इसलिए कॉन्स्टेंट K फ़िल्टर से जुड़ी दो समस्याएं हैं इस समस्या को खत्म करने के लिए कुछ हद तक एक अन्य प्रकार के इमेज फिल्टर्स हैं जिन्हें M डीराइव्ड फिल्टर कहा जाता है इसलिए M डीराइव्ड फिल्टर विविधताएँ हैं उनकी संरचना कुछ इस तरह है तो यह संरचना है यह 2 से विभाजित Z1 के बजाय थोड़ी भिन्नता है अब हमारे पास MZ1 जो 2 से विभाजित है और जो Z2 हुआ करता था वह अब वास्तव में एक इंडक्टर और कैपेसिटर का एक संयोजन है अब यह एक बुनियादी संरचना है या M डीराइव्ड फिल्टर का मूल निर्माण है यदि हम इस फिल्टर के अटैंयुएशन प्लॉट करते हैं तो व्युत्पन्न फिर से पुस्तक में पॉसर द्वारा दिए गए हैं मैं आपको सीधे एक बेहतर विचार देने के लिए अटैंयुएशन ग्राफ़ को सीधे प्लॉट करूँगा इसलिए यहाँ अगर मुझे लगता है कि मैं फ्रीक्वेंसी के साथ अल्फा प्लॉट करता हूं तो स्ट्रच फिर मुझे जो विशेषताएं मिलेंगी वह कुछ इस तरह हैं ओमेगा C रहता है यह कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बना रहता है ठीक उसी तरह जैसे कॉन्स्टेंट K फिल्टर में होता है लेकिन अब आप देखते हैं कि स्टॉप बैंड में अटेंडहुएसन अधिक होता है ओमेगा C तक अल्फा 0 के बराबर है लेकिन फिर ओमेगा C से परे अटैंयुएशन तेजी से बढ़ता है एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसे ओमेगा इंफिनिटी कहा जाता है जहां अल्फा इनफाईनाइट है और अल्फा इन्फिनिटी से परे आप देख सकते हैं कि अल्फा मूल्य धीरे धीरे कम हो गया है इसलिए फिर से M डीराइव्ड फिल्टर की समस्या है जबकि ओमेगा C और ओमेगा इंफिनिटी के बीच का अटैंयुएशन बहुत अधिक होता है ओमेगा इंफिनिटी से परे हालांकि अटैंयुएशन उतना ऊँचा नहीं होता है ओमेगा C बड़ी फ्रीक्वेंसी से परे कॉन्स्टेंट K फ़िल्टर के लिए दूसरी ओर जो ओमेगा C से बहुत दूर हैं वहाँ अटैंयुएशन काफी अधिक है क्योंकि एक कॉन्स्टेंट K फ़िल्टर के लिए वे विशेषताएँ इस तरह थीं इसलिए इन उच्च फ्रीक्वेंसी के लिए अल्फा का मान अधिक था एक और बात जो मैं इन M डीराइव्ड फिल्टर का उल्लेख करना चाहूंगा वह यह है कि इमेज इमपेडेंस की समस्या पूरी तरह से हल नहीं हुई है इसलिए आमतौर पर जो किया जाता है वह इस M डीराइव्ड फिल्टर का संयोजन और यह k फ़िल्टर अक्सर किया जाता है और वास्तव में यदि हम उदाहरण के लिए आइए हम कहते हैं मुझे उस लाल कलम को लेने दें मान लीजिए कि यह विशेषताएँ हैं मान लीजिए कि यह निरंतर K की विशेषताएँ हैं और यह M डीराइव्ड की विशेषताएँ हैं फिर एक कमपोजिट फिल्टर में इस तरह के बीच कुछ विशेषताएं होंगी डॉटेड ब्लैक एक M डीराइव्ड के साथ कैस्केड में कॉन्स्टेंट K की समग्र विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है इसके अलावा इमेज इमपेडेंस की समस्या को हल करने के लिए फ्रीक्वेंसी के साथ निरंतर नहीं होने पर अगर हम इस M डीराइव्ड फिल्टर के बराबर पाई प्राप्त कर सकते हैं जो कुछ इस तरह से होगा और यहां भी वही दोहराया जाता है यह दिखाया जा सकता है कि जब M को 06 के रूप में चुना जाता है तो ZI पाई जो कि इस पाई तुल्यता की इमेज इमपेडेंस है Z1 अनुपात Z2 के लगभग बराबर होगी जो L अनुपात C स्क्वायर रूट के बराबर है तो यहाँ M के इस विशेष मूल्य के लिए इस इमेज इमपेडेंस का मूल्य कुछ हद तक कॉन्स्टेंट है इसलिए सारांश में हमने फिल्टर के विशेष वर्ग को इमेज फिल्टर कहा जाता है अब इस बात पर निर्भर करता है कि आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली यूनेट सेल के कितने चरण इस बात पर निर्भर करते हैं कि यह ब्रॉड बैंड है या नेरो बैंड फिल्टर एक स्पष्ट वर्गीकरण जैसा कि हमने नेरो बैंड फिल्टर और ब्रॉड बैंड फिल्टर के बीच कहा है इस इमेज फिल्टर के लिए बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता है लेकिन अवधारणा दिलचस्प है क्योंकि यह एक ट्रांसमिशन की तरह है जहां हमारे पास एक बड़ा है अगर हमारे पास बड़ी संख्या में अनुभाग हैं तो हम सॉफ्ट बैंड में एक निश्चित अटैंयुएशन और एक निश्चित कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को डिजाइन कर सकते हैं हालाँकि वर्तमान समय के साथ जहाँ हमारे पास अपनी इच्छित फ़िल्टर रिस्पांस को संश्लेषित करने के लिए उन्नत तकनीक है ये फ़िल्टर उतने सामान्य नहीं हैं इसलिए अगले मॉड्यूल में हम फिल्टर को संश्लेषित करने के बारे में अध्ययन करेंगे क्योंकि हमने ब्रॉड बैंड फिल्टर के बारे में कहा था